असेंबली ड्राइंग सभी को मेरा नमस्कार मैं गौरव सिंह मैं इस कोर्स में पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक प्रोफेसर राजाराम के लिए सहायक हूँ मैं IIT खड़गपुर में मैकेनिकल विभाग में एक रिसर्च स्कॉलर हूं मैं आपको उन भागों की कोडिंग प्रक्रिया से परिचित कराऊंगा जो हमने पहले ही व्याख्यान की श्रृंखला में डिजाइन करना सीख लिया है असेंबली प्रक्रिया में व्यक्तिगत भागों को मिला कर शामिल किया है जो आमतौर पर यांत्रिक डिजाइन और उत्पाद असेंबली में उपयोग किए जाते हैं उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि हम इस कैंची को देखेंगे इस कैंची में पाँच मूलभूत भाग होते हैं जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं जिनमें दो हैंडग्रिप्स ब्लेड और पिवट शामिल हैं जो इसका उपयोग करना आसान बनाता है एक और असेंबली मॉडल यह पवनचक्की है यह अक्षय ऊर्जा का एक बहुत लोकप्रिय स्रोत है यह मॉडल इस सॉलिडवर्क्स में 12 डिज़ाइन भागों में से बनाया गया है जिसे हम इसे इस तरह देख सकते हैं ब्लेड स्टेटर में रोटर आवरण पेडस्टल और स्टैंड आप ब्लेड देख सकते हैं पूरा सेट हवा की दिशा में आगे बढ़ता है और हम मोटर को हवा की गति के अनुसार घूमते हुए भी देख सकते हैं असेंबली के कई ऐसे तरीके हैं जो एक दूसरे से संबंधित घटक पर निर्भर करते हैं एक और इस ट्रैक्टर पर एक नज़र डालें इस ट्रैक्टर को असेंबल करने के लिए कई घटकों को एक दूसरे को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है जिसमें एक दूसरे के साथ एक विशेष संबंध होगा तो इसमें बहुत सारे भाग शामिल हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं भागों की यह संख्या और एक दूसरे के साथ एक विशेष संबंध रखने वाले प्रत्येक भाग को इस सॉलिडवर्क्स मॉडल में एक पूर्ण ट्रैक्टर बनाता है इसलिए हम जिन संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं वे सॉलिडवर्क्स के सभी प्रकार के असेंबली संबंधों को एक उपकरण कहते हैं हम इस सत्र में कुछ प्राथमिक संभोग विधियों को सीखेंगे तो हम इस सॉलिडवर्क्स विंडो के साथ शुरू करते हैं अब हम एक नया दस्तावेज़ खोलेंगे पहले हम इस भाग अनुभाग में काम करते थे अब हम असेंबली का चयन करेंगे हम ओके क्लिक करेंगे और यह असेंबली विंडो स्वचालित रूप से हमें उन हिस्सों का चयन करने के लिए कहेगी जिन्हे हम असेंबल करने की इच्छा रखते हैं मान लीजिए हम एक भाग का चयन कर रहे हैं यह एक ब्लॉक है यह अब चयनित है और स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करने पर हम इस ब्लॉक को एक स्थायी स्थिति के रूप में रखेंगे असेंबली के प्रदर्शन उद्देश्य के लिए हमें एक और भाग की आवश्यकता है इसलिए इस असेंबली में एक और हिस्सा शामिल करने के लिए हम सही शीर्ष कोने में घटक सम्मिलित करने के लिए जाएंगे हम एक और हिस्सा खोलने के लिए कहेंगे हम दूसरे भाग का चयन करेंगे हम खुले पर क्लिक करेंगे और यह दूसरा हिस्सा है जिसे पिछले ब्लॉक के संबंध में कहीं भी रखा जा सकता है मान लीजिए कि हम इसे यहां रख देंगे ध्यान दें कि यहां एक विकल्प छुपा या शो है और हम यहां मौजूद प्रत्येक आइटम की उत्पत्ति देख सकते हैं तो यह इस ब्लॉक B के लिए मूल है यह ब्लॉक A के लिए मूल है और यह पूर्ण असेंबली का मूल है एक चीज हम यहां देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का चयन करने से हमें विमान में कहीं भी ले जाने की अनुमति मिलती है हालाँकि इस ब्लॉक को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और इसे ठीक कर दिया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पहली बार में ही इस ब्लॉक को आयात कर लिया है और यह हमें इस ब्लॉक को स्थिति में स्थिर कर देता है तो इस अन्य असेंबली भाग में एक संदर्भ हो सकता है तो हम इसे बदल सकते हैं हालाँकि हमें इसे राइट क्लिक करना होगा और फ्लोट का चयन करना होगा तो यह भी चल रहा है और अगर यह चल रहा है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं तो यह अपनी स्थिति में स्थिर हो जाएगा और इसे फ्लोटिंग बनाया जा सकता है तो अब हमें कई अलग अलग मेटिंग विधियों को देखना होगा जो सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध हैं सबसे पहले इस तरह के संबंधों को करना है यहाँ एक विकल्प है जिसे मेट कहा जाता है यदि आप मेट पर क्लिक करते हैं तो हम मानक मेट को उन्नत मेट और यांत्रिक मेट देख सकते हैं तो आइए पहले मानक मेट की जाँच करें सबसे पहले यह कोइन्सिडेंट मेट है कोइन्सिडेंट मेट है अगर हम मामले में हम किसी भी दो प्लेनों की जरूरत है किसी भी दो किनारों या किसी भी दो चेहरे या कोने एक दूसरे के ऊपर मेल खाना हम कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम इस किनारे और इस किनारे का चयन करेंगे यह एक दूसरे के साथ मेल खाता है और अगर हम टिक ओके पर क्लिक करते हैं तो यह टिक मार्क इस स्थिति को स्थिर करता है और किनारों को एक दूसरे के साथ संरेखित करता है आप इसे चलते देख सकते हैं यह भी घूम सकता है लेकिन हम हमेशा देख सकते हैं कि इन दोनों के किनारों को हमेशा स्थिर किया जाता है तो यह एक संयोग मेट है यदि आप उस मेट को क्लिक करते हैं जो हमने हाल ही में किया है तो इसे इस मेट सेक्शन में सूचीबद्ध किया जा सकता है यह हमारी असेम्ब्ली है यह ब्लॉक ए का विवरण ब्लॉक करता है यह ब्लॉक बी का विवरण है और यह इन दो असेम्ब्ली का मेट इतिहास है तो अगर हमें इसे संपादित करने की आवश्यकता है तो हम राइट क्लिक का चयन कर सकते हैं और यह पहला विकल्प संपादन सुविधा जिसे हम यहाँ संपादित कर सकते हैं साथ ही हम इस मेट को डिलीट भी कर सकते हैं एक बार फिर हम देख सकते हैं कि यह मेट जाएगा यह छोटा नीला टैब इसे चुनें और यदि आप यह कहना चाहते हैं कि यह चेहरा इस चेहरे को कहें और हम ओके क्लिक करेंगे हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ संरेखित हैं तो चलिए अगले प्रकार के मेट की ओर बढ़ते हैं जो कि हम यहाँ सूची में देखेंगे जो समानांतर मेट है एक समानांतर मेट के साथ मुझे दो प्लेन की आवश्यकता है या शीर्ष को एक दूसरे के संबंध में समानांतर बनाया जा सकता है जैसे कि हम इस विशेष चेहरे का चयन करेंगे और इस विशेष चेहरे को कहेंगे और हम क्लिक करेंगे हम यहां मिनी टूलबार में भी ओके क्लिक कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों चेहरे हमेशा एक दूसरे के समानांतर हैं इसी तरह हम लंबवत मेट पर भी काम कर सकते हैं इसलिए इस तरह के साथी को करने के लिए एक और शॉर्टकट विधि है हम दो विकल्पों का चयन कर सकते हैं सीधे दो चेहरों या हम जिस कोने को बनाना चाहते हैं आप इन दोनों का चयन कर सकते हैं और इस चेहरे को कह सकते हैं अब हमने इन दोनों को 1 के रूप में चुना है और अब हम मेट करने जा सकते हैं इससे हमें इनमें से किसी एक का चयन करने का विकल्प मिलेगा हम लंबवत पर जाएंगे और ओके क्लिक करेंगे इसलिए जिन दो चेहरों का हमने चयन किया वे अब एक दूसरे के लंबवत हैं इसलिए कहीं भी हम इस समन्वय प्लेन में चलते हैं वे संबंध में लंबवत रहेंगे इसलिए संभोग के इतिहास में हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के समानांतर हैं और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ लंबवत हैं हम उनमें से प्रत्येक को एक एक करके हटा सकते हैं अब हम अगले एक को देखेंगे जो स्पर्शरेखा मेट है तो एक स्पर्शरेखा मेट के लिए हमें कुछ घुमावदार ज्यामिति की आवश्यकता है इसलिए हमें इन भागों को पहले ही हटा देना होगा और हमें कुछ घुमावदार ज्यामिति आयात करने की आवश्यकता है इन भागों को हटाने के लिए हम सीधे इस A का चयन कर सकते हैं जो पूर्ण ब्लॉक का चयन करेगा और हम राइट क्लिक डिलीट कर सकते हैं और हम ओके का चयन करेंगे और ब्लॉक B के लिए हम B का चयन करेंगे और हम सीधे डिलीट या हां दबा सकते हैं तो अब एक ताजा ज्यामिति आयात करने के लिए हम घटक सम्मिलित करेंगे हम वक्र के साथ कुछ ज्यामितीय परिपत्र ज्यामिति या ज्यामिति का चयन करेंगे हम यहां पिन और स्लॉट प्रकार के उदाहरण के साथ काम करेंगे ज्यामिति का आयात करते समय एक बात हम यहाँ नोट कर सकते हैं जबकि हमने इस दृश्य उत्पत्ति को सक्रिय कर दिया है यदि हम सीधे प्लेन ज्यामिति के प्लेन के मूल में आयात करना चाहते हैं तो हम सीधे प्लेन की उत्पत्ति के लिए उस हिस्से को आयात कर सकते हैं तो अब हम घटकों को सम्मिलित करने के लिए जाएंगे अब हम एक पिन और स्लॉट प्रकार का उदाहरण देखेंगे एक बात हम नोट कर सकते हैं कि ज्यामिति का आयात करते समय हम प्लेन में कहीं भी जा सकते हैं और जब हमने एक दृश्य उत्पत्ति की इस विशेषता को सक्रिय किया है तो हम दोनों भागों और असेम्ब्ली की उत्पत्ति देख सकते हैं और हम दोनों एक दूसरे के निकट आने के दौरान एक दूसरे पर एक दूसरे का संयोग कर सकते हैं तो यह हिस्सा है भाग 2 यह स्लॉट है आप यहां देख सकते हैं कि यह पिन इस स्लॉट के भीतर है जिसे स्लॉट किए गए स्लॉट पथ में ले जाया जा सकता है इसलिए यदि आप एक करीबी विश्लेषण लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह सतह ज्यामितीय है यह एक बेलनाकार सतह है जिसका क्रॉस सेक्शन में एक चक्र है और यह एक पथ है तो इस स्लॉट में जाने की अनुमति देने के लिए इस विशेष स्लॉट पथ को इस परिपत्र सिलेंडर पर स्पर्शरेखा माना जाता है इसलिए यदि हम इस स्पर्शरेखा मेट को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम इस सतह और कण्ट्रोल को पकड़कर इस स्लॉट पथ का चयन करेंगे और मेट पर क्लिक करेंगे इसलिए हम यहाँ पर स्पर्शरेखा का चयन करेंगे और ओके क्लिक करेंगे अब आप दो घटकों को इस तरह से असेंबल्ड देख सकते हैं कि यह स्लॉट सतह इस बेलनाकार सतह के लिए स्पर्शरेखा है आप इसे देख सकते हैं आप इसे चलते देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम तय किए गए अवशेषों को लाते हैं और दूसरे आइटम को स्थानांतरित किया जा सकता है तो यह ग्रीन स्लॉट चल रहा है हालांकि यह पिन स्थिर है हम इसे अन्यथा कर सकते हैं हम इस पिन पर राइट क्लिक कर सकते हैं हम इसे फ्लोट कर देंगे और हम स्लॉट पर राइट क्लिक करेंगे और हम इसे स्थापित कर देंगे तो अब हम देख सकते हैं कि आप इस पिन को चलते हुए देख सकते हैं जबकि यह स्लॉट ठीक रहता है ध्यान दें कि इन दोनों के बीच हमने जो एकमात्र संबंध बनाया है वह स्पर्शरेखा संबंध है तो यह प्लेन स्वतंत्रता के अन्य डिग्री में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्लेन इस स्लॉट में बना हुआ है हमें कुछ अन्य रिश्ते भी बनाने होंगे ऐसा करने के लिए यदि हम स्लॉट के प्लेन और इस पिन के प्लेन को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो क्या होगा फिर यह पिन को केवल स्लॉट में बने रहने के लिए सुनिश्चित करेगा इसलिए हम यहां देखेंगे कि हमारे पास पिन का विवरण है और यहां हमारे पास स्लॉट का विवरण है इसलिए यदि आप इस पिन के लिए शीर्ष प्लेन का चयन करते हैं तो हम यहां देख सकते हैं और अगर हम स्लॉट के शीर्ष विमान का चयन करते हैं और हम उन दोनों के शीर्ष प्लेन का चयन करने के लिए नियंत्रण करते हैं और हम मेट पर क्लिक करेंगे और संयोग मेट का चयन करेंगे तो अब यह केंद्र में रहता है और यह स्लॉट के भीतर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र है और यह स्वतंत्रता की अन्य डिग्री अब विवश हो गई है और यह एक दूसरे के लिए स्थानांतरित नहीं हो सकता है तो अब यह स्लॉट के भीतर अच्छी और अच्छी चाल है तो यह इस स्पर्शरेखा मेट के लिए प्रदर्शन था अगले प्रकार के मेट को हम यहाँ देख सकते हैं इसलिए एक संकिंद्रिक मेट के लिए मैं कुछ अन्य ज्यामिति आयात करना चाहूंगा नया दस्तावेज़ असेंबली खोलें मैं एक बोल्ट और एक नट का आयात करूंगा ओ अंतर्ज्ञान के द्वारा हम बोल्ट और नट के बीच के संबंध को एक दूसरे पर केंद्रित मान सकते हैं इसलिए हम मेट करने के लिए और ध्यान से चयन करेंगे तो हम दोनों को दो सर्किलों को चुनने की जरूरत है जो एक दूसरे पर केंद्रित होने की जरूरत है हम इस विशेष बढ़त और इस बढ़त का चयन करेंगे और हम इस मिनी टूलबार में ओके क्लिक करेंगे अब हम देख सकते हैं कि यह एक दूसरे के लिए संकिंद्रिक है तो यह इस प्रकार का मेट है जिसे संकिंद्रिक मेट कहा जाता है हम यहां देख सकते हैं इसे जारी रखने के लिए हमें जरूरत पर सकती है कि हम इन दो नट और बोल्ट को एक रिश्ते में इकट्ठा कर लें क्योंकि ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसमें एक दूसरे पर रोल करना चाहिए और एक एक करके इस धागे को उजागर करना चाहिए तो इस तरह के मेट कर सकते हैं ये यांत्रिक मेट के अंतर्गत आते हैं हम मेट पर जाएंगे हमने अभी इस मानक साथी को समाप्त किया है हमारे पास अब ये यांत्रिक मेट हैं हम इस पेंच का चयन करेंगे इस मेट के चयन के लिए पेंच को दो नट और बोल्ट को संरेखित करने की आवश्यकता है उसके लिए हम इस दृश्यता को छिपाने और दिखाने के लिए जाएंगे हम इस दृश्य अक्ष का चयन करेंगे आप इन दोनों की धुरी देख सकते हैं अब स्क्रू मेट संवाद बॉक्स में हम देखेंगे कि हमें बोल्ट की इस धुरी का चयन करना है और इस नट के अक्ष को भी संरेखित करना है अब यह दूसरा विकल्प जो यह मांग करता है कि हम इस पेंच के लिए क्रांति को प्रति मिनट सेट कर सकते हैं इस नट को कड़ा किया जा सकता है या हम इस दूरी को प्रति रेवोलुशन में भी दर्ज कर सकते हैं तो हम डाले 10 कहते हैं 5 एमएम प्रति रेवोलुशन हम ओके क्लिक करें इसलिए जैसा कि हम इसे आगे बढ़ाते हैं जब हम इस नट को विकसित करते हैं तो हम इसे आगे बढ़ते हुए या बाहर की ओर खोलते हुए देख सकते हैं इसलिए हम इसे प्रति क्रांति की तरह आगे बढ़ाएंगे यह 5 एमएम आगे बढ़ता है तो अब यह बोल्ट में प्रवेश करता है और हम यह देख सकते हैं कि धागे एक एक करके उजागर हो रहे हैं क्योंकि नट बोल्ट में घूमता है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का मैकेनिकल मेट है जो अक्सर असेम्ब्ली में उपयोग किया जाता है आप इस दिशा को उलटते हुए भी देख सकते हैं यह इस बोल्ट से नट को खोलता है इसलिए यह पेंच मेट था जो हमने काम किया है एक और मैकेनिकल मेट जिस पर हम काम करेंगे वह है हिन्ज मेट इसके लिए हमें कुछ अन्य ज्यामिति चाहिए हम इस नट और बोल्ट को भी हटा देंगे हम घटक सम्मिलित करेंगे यह एक बहुत ही विशिष्ट हिन्ज उदाहरण है जिसका उपयोग सामान्य रूप से खिड़कियों और दरवाजों में किया जाता है आप इसे यहां देख सकते हैं इसलिए पहले प्राइमा फेसि से हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इन दो भागों को यहाँ पर स्थिर किया जाना है और यह नट उनके निर्धारण को सुनिश्चित करेगा इस तरह के हिन्ज मेट को करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि ये एक दूसरे के लिए टिका होना चाहिए हम जाएंगे हम हिन्ज मेट का चयन करेंगे जो मेट और मैकेनिकल मेट के तहत उपलब्ध है हम हिन्ज का चयन करेंगे तो अब हिन्ज के तहत यह हमें दो छोटी छोटी विंडो का चयन करने के लिए देता है जो कि संकिंद्रिक चयन और संयोग चयन हैं संकेंद्रित चयन के लिए हम इस चेहरे के साथ संकेंद्रित होने के लिए इस विशेष चेहरे की इच्छा रखते हैं और संयोगवश होने वाले चेहरे यह चेहरा हैं तो अब हम देख सकते हैं कि यह स्वचालित रूप से चेहरे और संकेंद्रित आंतरिक सतहों का पता लगा चुका है और इसने दोनों को जोड़ दिया है यह हिन्ज मेट भी हमें कोण सीमाओं को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है फिर हम इस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए यहां टिक मार्क की जांच कर सकते हैं तो पहली विंडो उन दो प्लेन से पूछती है जो होने के लिए हैं जिसके लिए कोण निर्दिष्ट किए जाने हैं हम इसे और उन दो प्लेन का चयन करेंगे जिनके बीच हमें कोण है और यह प्लेन है इसलिए यदि हम इस वर्तमान कोण को बढ़ाते हैं तो यह वर्तमान कोण हैतो इसे पूरा करने के लिए हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि एक मेट को क्या करना है या यह नट और इस हिन्ज का चयन है तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह संकिंद्रिक मेट होना चाहिए ऐसा करने के लिए हम इस चेहरे का चयन करेंगे और हम नियंत्रण का चयन करेंगे इस चेहरे का चयन करें और हम चिह्नित करेंगे हम मेट पर जाएंगे यह पहले ही इस संकिंद्रिक संबंध का पता लगा चुके है हम ओके पर क्लिक करेंगे हालाँकि यह इस दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र है हम इसे ठीक कर सकते हैं मेटिंग के द्वारा दोनों चेहरे इस और यह एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं हम ओके क्लिक करेंगे तो अब यह इस हिन्ज के लिए पूरा मॉडल है इसलिए हमने यहां इस हिन्ज मेट को देखा है इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के प्राथमिक मेटिंग विधियों को देखा है जो आम तौर पर असेम्बली में उपयोग किए जाते हैं अगले व्याख्यान में मैं इन सभी सभाओं का उपयोग एक पूर्ण असेम्बली बनाने के लिए करूँगा जो कि एकल सिलेंडर पिस्टन असेंबली है और हम उन सभी उदाहरणों को देखेंगे और हम उन्हें पूर्ण असेम्बली में लागू करेंगे